इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 25 है आज हम स्पेशल फंक्शन बीटा और गामा के बारे में बात करेंगे जो इंप्रोपर इंटीग्रल्स के अंतर्गत आते हैं तो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इन स्पेशल फंक्शनस के बारे में जोकि इंप्रोपर इंटीग्रल्स हैं पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही उपयोगी कंपैरिजन टेस्ट के बारे में चर्चा की उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन f और g हैं जो इस इनिक्वालिटी fx≥0 को संतुष्ट करते हैं तो इंप्रोपर इंटीग्रल्स टाइप 1 के केस में f के किसी बिंदु पर सभी मान ax≤b∞ तो हमारे पास यह इनिक्वालिटी है की fx≥0 और यह gx दी हुई रेंज में fxसे भी ज्यादा मान ले रहा है और उस केस में हम f और g का रेश्यो लेते हैं और इस रेश्यो की लिमिट के आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं की f इंटीग्रल g के दिए हुए कन्वर्जंस के लिए कन्वर्ज करता है या नहीं या इसका कन्वर्स तो यहां पर हम दोनों टाइप 1 इंटीग्रल और टाइप 2 इंटीग्रल पर विचार करेंगे टाइप 1 इंटीग्रल के लिए हमारे पास ∞ समस्या है क्योंकि वहां पर इंटीग्रैंड बॉउंडेड है टाइप 2 इंटीग्रल में हमारा फंक्शन a तथा b के बीच में कहीं पर अनबॉउंडेड है अतः हम दोनों पर साथ में विचार करते हैं टाइप 1 इंटीग्रल के केस में आप यह लिमिट x→∞ लेंगे और टाइप 2 इंटीग्रल के केस में हम x→a लिमिट लेंगे तो इस लिमिट के आधार पर यदि k≠0 तो उस केस में निष्कर्ष यह है की दोनों इंटीग्रल्स इंटीग्रल abfxdx और दूसरा इंटीग्रल abgxdx दोनों ही समान रूप से व्यवहार करेंगे यह पर एक और निष्कर्ष है कि यदि k0 और abgxdx कन्वर्ज करता है तो abfxdx भी कन्वर्ज करेगा तो केस में यदि वह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो दूसरा वाला भी कन्वर्ज करेगा और हमारे पास यह भी परिणाम था कि यदि k∞ है तो उस केस में यदि दूसरा वाला इंटीग्रल abgxdx डायवर्ज करता है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं की abfxdx भी डायवर्ज करेगा तो कन्वर्जेंस पर इन रिसोर्सेज के आधार पर हम दो स्पेशल फंक्शन जोकि बीटा और गामा फंक्शन है के लिए कन्वर्जेंस प्रूव करेंगे उससे पहले हमें पिछले लेक्चर से टेस्ट इंटीग्रल की आवश्यकता है वहां पर हमने दो टाइप की इंटीग्रल्स देखें इसका उपयोग तब किया गया था जब हम टाइप 2 के इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे थे यहां पर इंटीग्रल ab1x apdxp1 के लिए कन्वर्ज करता है और p≥1 के लिए डायवर्ज करता है इस केस में जब हम इंप्रोपर इंटीग्रल्स टाइप 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस केस में इंटीग्रल a1xpdx p1 के लिए कन्वर्ज करता है और p≥1 के लिए डायवर्ज करता है अतः इन दोनों इंटीग्रल्स का उपयोग आगे उन स्पेशल फंक्शन के कंपैरिजन टेस्ट के लिए करेंगे अब हम इन फंक्शंस पर आते हैं हमारे पास बीटा और गामा फंक्शंस है यह बीटा फंक्शन Bmn01xm 11 xn 1dx जहां m0n0 नोटेशन के द्वारा परिभाषित है अब हम देखते हैं कि यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जब m और n स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और यहां पर एक और फंक्शन है जिसे हम गामा फंक्शन कहते हैं तो गामा n इस इंप्रोपर इंटीग्रल 0e xxn 1dxद्वारा परिभाषित है हम यह देखते हैं कि यह इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है जब n0 है हम इस पहले इंटीग्रल Bmn01xm 11 xn 1dx m0n0 पर फिर से आते हैं यह इंटीग्रल टाइप 2 का इंप्रोपर इंटीग्रल है क्योंकि यह इंटीग्रैंड x→0 या x→1 पर अनबॉउंडेड बन सकता है यदि m 1 नेगेटिव है तो यह x→0 और यदि n 1 नेगेटिव है तो यह x→1 पर अनबॉउंडेड हो जाएगा तो यह टाइप 2 इंप्रोपर इंटीग्रल होगा दूसरे केस में आपके पास 0 से ∞ है यह लिमिट में आता है तो यह टाइप 1 इंप्रोपर इंटीग्रल है और साथ में टाइप 2 का इंप्रोपर इंटीग्रल भी है क्योंकि यदि n 1नेगेटिव है तो यह x→1 पर अनबॉउंडेड हो जाएगा अतः यह मिक्स काइंड इंटीग्रल या टाइप 3 इंटीग्रल है हमारे पिछले लेक्चर में उपयोग किए गए नोटेशंस के अनुसार आज हम हमारी पिछली लेक्चर के ज्ञान के आधार पर इन इंटीग्रल्स के कन्वर्जंस की चर्चा करेंगे यहां पर बीटा फंक्शन के कन्वर्जंस में हम पहले केस पर विचार करेंगे जब mn≥1 तो इस केस में m और n के साथ क्या हो रहा है यहां पर x और 1 xn 1 का पावर पॉजिटिव है क्योंकि n≥1 तो दोनों ही केस में जब mn≥1 है तो हम देखते हैं कि इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड फंक्शन नहीं है यह इंटीग्रल वास्तव में प्रॉपर इंटीग्रल है और हमें प्रॉपर इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस के बारे में चर्चा नहीं करनी है तो इस केस में यह स्पेशल केस है और इंटीग्रल प्रॉपर है अतः कन्वर्जेंट है यहां पर महत्वपूर्ण केस यह है जब mn1 है इस केस में जब दोनों mn1 तो यहां पर m 1 और n 1 है इसीलिए यह पावर नेगेटिव हो जाएंगी और उस केस में हमारे पास टाइप 2 का इंप्रोपर इंटीग्रल है क्योंकि इंटीग्रैंड अनबॉउंडेड बन रहा है अब हम इस पर विचार करते हैं दो भागों में विभाजित करते हैं क्योंकि इस टर्म की वजह से हमारी समस्या दोनों सिरों पर है जब x→0 और जब x→1 तो हम इस इंटीग्रल को 2 पार्टस में विभाजित करते हैं 01xm 11 xn 1dx0cxm 11 xn 1dx⏟I1c1xm 11 xn 1dx⏟I2 पहले केस में टर्म xm 1 की वजह से यह इंटीग्रल इंप्रोपर बन रहा है और दूसरे केस में x→1 पर 1 xn 1 की वजह से इंटीग्रल इंप्रोपर बन रहा है तो चलिए हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं पहले केस में हम I10cxm 11 xn 1dx लेते हैं हम इस इंप्रोपर इंटीग्रल के इंटीग्रैंड xm 11 xn 1 को fx मानते हैं अब कंपैरिजन के लिए हमें दूसरा फंक्शन लेना है यहां पर g पर विचार करते हैं क्योंकि समस्या बहुत ही स्पष्ट है हमारा इंटीग्रैंड x→0 पर अनबॉउंडनिस नहीं बना रहा है लेकिन इस फंक्शन का एक पार्ट है जो वास्तव में इंटीग्रैंड को अनबॉउंडेड बना रहा है इसीलिए इस फंक्शन का x→0 पर व्यवहार हम xm 1 से समझेंगे और इस वजह से हमने gx1x1 m चुना है अब हम रेश्यो लेंगे जिससे कि जो टर्म अनबॉउंडेड बना रहा है वह कैंसिल हो जाए और आपको उस केस में फाइनाइट लिमिट मिल जाए तो यदि हम x→0fxgx ज्ञात करें तो यह x→0x1 mxm 11 xn 11 के बराबर होगी और लिमिट लेने पर यह कैंसिल हो जाता है और हमें 1 मिलता है अतः रेश्यो fxgx की लिमिट 1 मिलती है और कंपैरिजन टेस्ट से जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा हमें पता है की इस इंप्रोपर इंटीग्रल का व्यवहार फंक्शन g पर इंटीग्रल के व्यवहार के समान है तो हमारे फंक्शन g इंटीग्रल क्या है 0c1x1 mdx एक टेस्ट इंटीग्रल है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और यह कन्वर्ज करता है जब 1 m1 यानी कि जब m0 तो यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जबm0 यहां पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फिर से टेस्ट इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जब 1 m1 यानी कि m0 और हम डायवर्जेंस के बारे में भी जानते हैं तो यह इंटीग्रल डायवर्ज करता है जब 1 m≥1 यानी कि m≤0 अतः हमें टेस्ट इंटीग्रल के कन्वर्जंस और डायवर्जेंस का व्यवहार पता है तो यह टेस्ट इंटीग्रल था और टेस्ट इंटीग्रल का व्यवहार तथा दिए हुए इंटीग्रल का व्यवहार समान है क्योंकि रेश्यो एक कांस्टेंट आ रहा है कंपैरिजन टेस्ट से हमारा इंटीग्रल I1 भी कन्वर्ज करेगा जब m0 और डायवर्ज करेगा जब m≤0 तो इंटीग्रल I1 का यहां पर निष्कर्ष क्या है जब हमारे पास m0 और हम m1 इस पर विचार कर रहे हैं यानी कि 0m1 तब टेस्ट इंटीग्रल कन्वर्ज करता है और जब m≤0 तब टेस्ट इंटीग्रल डायवर्ज करता है अब हम दूसरे इंटीग्रल पर आते हैं क्योंकि हमें ओरिजिनल इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में विभाजित करना है तो हमारा दूसरा इंटीग्रल I2c1xm 11 xn 1dx है और इस केस में फिर से हम फंक्शन f को इंटीग्रैंड मानते हैं और इस केस में याद करिए कि अब इंटीग्रल का व्यवहार 1 x के अधीन है जब x→1 है क्योंकि n 1 नेगेटिव है और फंक्शन का यह पार्ट इंटीग्रल को डायवर्जेंट यानी कि अनबॉउंडेड बनाता है यह 1 n है जब x→1 है यहां पर इस फंक्शन में यह टर्म है और इसी के अनुरूप हम हमारे g का चुनाव करेंगे तो हमारा फंक्शन gx11 x1 n है अब इस g से हम पहले की तरह लिमिट ज्ञात करेंगे यानी कि x→1 fxg ज्ञात करेंगे जब हम लिमिट की गणना करते हैं तब 1 x1 n न्यूमैरेटर में आएगा और यह f है फिर से यह कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x→1 पर xm 1बचेगा तो फिर से हमें समान परिणाम मिल रहा है जो हमें पहले मिला था टेस्ट इंटीग्रल से हम इस इंप्रोपर इंटीग्रल के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो 0c11 ndx हमारा इंटीग्रल था और यह 1 n1 यानी कि n0 के लिए कन्वर्ज करता है और 1 n≥1 यानी कि n≤0 के लिए डायवर्ज करता है अतः इंटीग्रल के इस पार्ट का व्यवहार भी वही है जो 0n1 के लिए है यानी कि इंटीग्रल कन्वर्ज करता है और जब n ≤ 0 तब इंटीग्रल डायवर्ज करता है दूसरे के लिए भी हमारा परिणाम समान है लेकिन वहां कंडीशन m पर थी इन दोनों को जोड़ने से हमें बीटा फंक्शन मिलता है जो था 01xm 11 xn 1dx और यह दो पार्ट्स में लिया गया था जिसकी कन्वर्जंस की चर्चा हमने अलग अलग की अतः यह इंटीग्रल m औरn0 के लिए कन्वर्ज करेगा और वह कोई भी मान ले सकता है क्योंकि हम इसके कन्वर्जंस की चर्चा कर चुके है और डायवर्जेंस के लिए यदि m औरn≤0 तो इस केस में इंटीग्रल डायवर्ज करेगा अतः जब भी हम बीटा फंक्शन लेंगे तो हम यह मानेंगे कि m औरn0 क्योंकि इंटीग्रल डायवर्ज करेगा जब दोनों m औरn ≤0 है अब हम गामा फंक्शन के कन्वर्जेंस की चर्चा करेंगे जो है n0e xxn 1dx और हम यहां यह निष्कर्ष निकालेंगे कि यह n0 के लिए एग्जिस्ट करेगा अब हम n ≥1केस पर विचार करते हैं इस केस में इंटीग्रैंड बॉउंडेड है इसीलिए हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में लेंगे पहला 0x ≤ a और दूसरा a से ∞ है जब हम 0 से a लेते हैं तो पहला इंटीग्रल यानी कि 0e xxn 1dx0ae xxn 1dxae xxn 1dx इस पार्ट में जब n ≥ 0 तब कोई सिंगुलेरिटी नहीं है इस पार्ट की वजह से से कोई अनबॉउंडनिस नहीं है और यहां पर e x यानी कि यह इंटीग्रैंड 0ae xxn 1dx में अब बॉउंडेड है अब हम दूसरे इंटीग्रल ae xxn 1dx के कन्वर्जंस की जांच करेंगे इस केस में भी n1होने पर पर समस्या है हम n1 केस पर विचार कर रहे हैं और इस की वजह से यह टाइप 1 का इंप्रोपर इंटीग्रल है जिसके कन्वर्जेंस की चर्चा अब हम करेंगे यहां पर हमारा इंटीग्रैंड fxe xxn 1 यहां पर इस फंक्शन के x→∞ पर आधारित व्यवहार के अनुसार हम g का चुनाव करते हैं मान लीजिए gx1x2or1xpp1 हम कुछ भी ले सकते हैं 1x2या1xpp1 इसको लेने के पीछे वजह क्या है यदि हम fxgx xn1ex 0 लेते हैं तो हमें यहां से क्या मिलता है हमें यहां पर x के पावर का टर्म मिलता है मान लीजिए हमने यहां पर x2लिया है यह x2 जब xn 1 से मल्टिप्लाई होता है तब हमें xn1ex मिलता है यदि हम xp लेते हैं तो इस केस में हमें n 1p n≥1 मिलता है दोनों ही केस इसमें हमें x का पॉजिटिव पावर मिलता है इन एक्स्पोनेंशियल फंक्शन का व्यवहार हम अच्छे से जानते हैं कि यह x के किसी भी पॉजिटिव पावर के लिए फास्ट ग्रोइंग फंक्शन है अब क्योंकि x→∞ पर ex जल्दी से बढ़ता है इसीलिए इसकी लिमिट 0 होगी चाहे पावर कुछ भी हो उदाहरण के लिए यदि आप xp लेते हैं तो यह लिमिट xn 1pex हो जाती है यहां पर n≥1 यानी कि n≥0 और p1 तो इस केस में x की पावर किसी भी केस में 1 से बड़ी है और जब हम x→∞ लेते हैं तो लिमिट 0 होगी अब हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है क्योंकि लिमिट 0 है इसका मतलब g फंक्शन f से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है यहां पर हमारा g 1x2है तो यदि इंटीग्रल g कन्वर्ज करता है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं की f भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि इस रेश्यो से यदि हमें 0 मिलता है और यह कंपैरिजन टेस्ट में एक केस था यदि g तेजी से बढ़ रहा है या तेजी से अनबॉउंडेड हो रहा है जब x→∞ की ओर जाता है और f से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और यदि g कन्वर्ज करता है तो स्वाभाविक रूप से f का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा तो यहां पर n n≥1 के लिए कन्वर्ज करेगा क्योंकि gपर जो इंटीग्रल है a1xpdx वह p1 के लिए कन्वर्ज करता है तो हमने यह देखा कि यह g लेने से यहां पर रेश्यो 0 है और यदि यह g कन्वर्ज करता है तो f पर इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा यानी कि इंटीग्रल या n कन्वर्ज करेगा अतः n n≥1के लिए कन्वर्ज करेगा क्योंकि n में दो इंटीग्रल है एक 0 से a था जो a के किसी भी मान के लिए कन्वर्ज करता है और दूसरे को हमने अभी टेस्ट किया कि यह इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा जब n≥1 तो हमें यह कन्वर्जेंस n≥1 केस के लिए मिला अब हम दूसरे केस पर विचार करते हैं जब 0n1 तो इस केस में हमारे पास यह इंटीग्रल है हमें फिर से 0 से a और a से लेना है 0e xxn 1dx0ae xxn 1dxae xxn 1dx पिछले अध्ययन के आधार पर यह उसी वजह से कन्वर्ज करेगा यहां पर हम इस फंक्शन का चुनाव करेंगे जब 0n1 और हमें वही लिमिट 0 मिलेगी और क्योंकि यह इंटीग्रल g कन्वर्ज करता है इसीलिए दूसरा वाला भी कन्वर्ज करेगा उस केस में दूसरा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा अब हम दूसरे 0ae xxn 1dx को 0n1 के लिए टेस्ट करेंगे यहां पर x का पावर नेगेटिव है और इसकी वजह से जब x→0 की ओर जाता है तो हमें अनबॉउंडेड फंक्शन मिलता है यानी कि टाइप 2 का इंप्रोपर इंटीग्रल तो अब हम इंटीग्रैंड fxe xxn 1 के कन्वर्जेंस पर उसी प्रोसीजर से विचार करते हैं अब क्योंकि यह फंक्शन अनबॉउंडेड बन रहा है हम gxxn 1 लेते हैं और जब हम यह लिमिट x→0 लेते हैं तो हमें e0 मिलता है जो की 1 है और 0 के बराबर नहीं है इसीलिए इस फंक्शन f का व्यवहार दूसरे फंक्शन g के व्यवहार के समान होगा fxgx e x 1≠0 तो अब हमें पहले से ही पता है कि यह फंक्शन यहां पर 1x1 n है इस g पर इंटीग्रल 0 से 1 है और यह 0n1 के लिए कन्वर्ज करता है हम जानते हैं यह टेस्ट इंटीग्रल है और इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा गामा इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि वह इंटीग्रल की भांति ही व्यवहार करेगा यदि यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो दूसरा वाला भी कन्वर्ज करेगा और यदि यह इंटीग्रल डायवर्ज करेगा तो दूसरा वाला भी डायवर्ज करेगा क्योंकि यहां लिमिट 1 है तो इस केस में इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा जब 0n1 है 0a1x1 ndx कन्वर्ज करता है जब 0n1 ⟹ Γn कन्वर्ज करता है जब 0n1 तो अब तीसरा केस जब हम n≤0 की चर्चा करेंगे अब सिर्फ केस 3 बचा है इस केस में 0e xxn 1dx0ae xxn 1dxae xxn 1dx और हम इसके कन्वर्जेंस की अलग से चर्चा करेंगे तो यह इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जो हम पहले ही देख चुके हैं जब हमारे पास ae xxn 1dx था हम मानते हैं fxe xxn 1 और gxxn 1 जब n नेगेटिव है तब यह अनबॉउंडेड हो जाता है हमें फिर से लिमिट x→0 लेनी है इस केस में मुझे फिर से यह समझाने दीजिए की x→0राइट साइड से जाता है इस केस में भी e0 1 है और यह 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास फिर से समान सिचुएशन है यानी कि g पर इंटीग्रल और इंटीग्रल 0a1x1 ndx समान रूप से व्यवहार करेंगे और हम यह देख सकते हैं की इंटीग्रल 0a1x1 ndx n ≤ 0 के लिए डायवर्ज करेगा क्योंकि जब n≤0 तब हमारे साथ इंटीग्रल एक प्लस कुछ और भी है इसीलिए यह इंटीग्रल डायवर्ज करेगा और यह इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा जब 1 n ≤ 1 है लेकिन इस केस में जब n नेगेटिव है तो यह पावर n 1 होगा और उस केस में इंटीग्रल डायवर्ज करेगा और अंततः इंटीग्रल 0ae xxn 1dx भी डायवर्ज करेगा अतः n n ≤ 0 के लिए डायवर्ज करेगा यहां पर हमने n की सभी पॉसिबिलिटी पर विचार किया है n ≤ 0 0n1 1 ≤ n आखिरी के दो केस में इंटीग्रल कन्वर्ज करता है लेकिन जब n≤0 तब इंटीग्रल डायवर्ज करता है जिसकी वजह मैं अभी समझा चुका हूं यह हमारा निष्कर्ष है अतः n और बीटा दोनों इंटीग्रल्स के कन्वर्जेन्स पावर पर आधारित है n के केस में यह n के धनात्मक मानो के लिए कन्वर्ज करता है और दूसरा वाला mn के धनात्मक मानो के लिए कन्वर्ज करता है तो हम निष्कर्ष पर आते हैं हमारे पास 01xm 11 xn 1dx बीटा फंक्शन है जो कन्वर्ज करता है यदि m औरn0 तथा यदि m औरn≤0 तो डायवर्ज करता है और यह 0e xxn 1dx गामा फंक्शन है और हमारे पास यहां पर समान सिचुएशन है कि यह कन्वर्ज करता है जब n0 और डायवर्ज करता है जब n≤0 अगले लेक्चर में हम बीटा और गामा फंक्शन की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज और ऐसे स्पेशल फंक्शंस का इवैल्यूएशन देखेंगे यह कुछ रेफरेंसेस है जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर्स को बनाने के लिए किया है